यह व्याख्यान स्मार्ट शहरों और स्मार्ट घरों पर है और यहां हम बात करने जा रहे हैं कि IoT स्मार्ट शहरों और स्मार्ट घरों के निर्माण में कैसे मदद कर सकता है जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में और यहां तक कि भारत जैसे देशों में स्मार्ट सिटी निर्माण पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है बेशक इन विभिन्न देशों में से प्रत्येक में स्मार्ट शहरों का दायरा अलग है और गुंजाइश फिर से इन देशों और उनकी सरकार के प्रत्येक के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर निर्भर करती है अब भारत में उदाहरण के लिए पिछले कुछ वर्षों से ऐसे शहरों की पहचान की गई है और चरण वार इन शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में बनाने या बदलने के लिए धन दिया गया है इसलिए जब हमने स्मार्ट शहरों के बारे में बात की यह क्या है इसलिए किसी भी शहर में होने वाले नियमित बुनियादी ढांचे के अलावा उदाहरण के लिए शहरी आधारभूत संरचना जिसमें कार्यालय भवनों आवासीय क्षेत्रों अस्पतालों स्कूल परिवहन पुलिस शामिल है और इसलिए आपको शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए भी कुछ चाहिए तो यह क्या है इसके अलावा हमें बात करने के लिए तो स्मार्ट का मतलब है कि यह उन सेवाओं के संदर्भ में है जो इन शहरों के संबंधित हितधारकों को दी जाती हैं इसलिए नागरिक सामान्य तरीके से बेहतर तरीके से चीजों को करने में सक्षम हैं और यह कैसे संभव है कि इसे कोई मदद के बिना ही संभव बनाया गया है लेकिन आईसीटी प्रौद्योगिकियों की जानकारी और संचार तकनीक जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल हैं अन्य विद्युत विज्ञान में उन्नत टोपोलॉजी और इतने पर इसलिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इन शहरों को स्मार्ट बना सकते हैं इसलिए मैं केवल शुरुआत में एक उदाहरण लेता हूं तो सबसे पहले हमें किसी भी स्मार्ट शहर पर विचार करना चाहिए इसलिए अगर हम एक स्मार्ट शहर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बुनियादी घटकों की आवश्यकता है उदाहरण के लिए वहाँ परिवहन के लिए रेलवे होना चाहिए वहाँ अस्पताल होने चाहिए वहाँ स्कूल होने चाहिए ट्रैफ़िक कंट्रोल वेस्ट मैनेजमेंट बैंकिंग होने चाहिए इसलिए इस तरह ये स्मार्ट सिटी में कुछ अलग चीजें हैं और एक चीज जो मुझे याद आ गई है वह है पुलिस बहुत जरूरी है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें स्मार्ट होने के लिए किसी भी शहर के इन विभिन्न घटकों को बदलना होगा तो जिसके लिए तकनीक है कि हमने अध्ययन किया है इसलिए पिछले व्याख्यानों में दूर की मदद लेनी होगी तो निश्चित रूप से सेंसर नेटवर्क की मदद लेनी होगी तो अलग अलग अन्य संचार तकनीकों RFID NFC ZWAVE और इतने से आगे की ओर इसलिए कई अलग अलग चीजें जो हमने इस पाठ्यक्रम के पिछले सभी व्याख्यानों में IoT पर कवर की हैं इसलिए इन सभी का उपयोग इस परिवर्तन को करने के लिए करना होगा तो ये अलग अलग आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां हैं जिनका सही उपयोग करना होगा तो जो होने जा रहा है वह एक IoT वातावरण में है इस अंतरसंबंध की एक बहुत कुछ है जो वहाँ होना है इसलिए जब आप जानते हैं कि मैं इन पंक्तियों को लगभग यादृच्छिक रूप से चित्रित कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि इन सभी अलग अलग प्रकारों के बीच कनेक्टिविटी होनी चाहिए और इसी तरह अलग अलग अच्छे कारणों के लिए और कारण नागरिकों कों विभिन्न सेवाओं की पेशकश करने जैसा हो सकता है इसलिए सेवाओं का मतलब है कि स्मार्ट तरीके से लोग उदाहरण के लिए अलग अलग काम कर सकेंगे अगर यह स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा है इसलिए आप जानते हैं कि स्कूल के समय में अगर स्कूली बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाता है तो कह सकते हैं कि बहुत आसानी से अस्पताल से टेलीफोन पर संपर्क नहीं किया जा सकता है लेकिन इसके अलावा आप जानते हैं कि स्मार्ट मैसेजिंग होगी और इसलिए एंबुलेंस वहाँ आएगी और उस बच्चे की एम्बुलेंस पर लगातार निगरानी रखी जाएगी जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा है और इस के बारे में स्कूल स्वचालित रूप से उस लड़के के माता पिता को सूचित करेगा और इसी तरह तो कई चीजें अपने आप ही मूल रूप से हो जाएंगी और ये अलग अलग सेवाएं हैं जो पेश की जाने वाली हैं और आम तौर पर इन सेवाओं को उन लोगों के लिए पेश किया जाएगा जिन्होंने इन सेवाओं के लिए सब्सक्राइब किया है और केवल इन सेवाओं के लिए प्रस्तावित किया गया है इसलिए क्या यह एक कागज पर है जिसे आप भुगतान के आधार पर जानते हैं या यह मुफ़्त होगा जो स्मार्ट शहर में कार्यान्वयन पर निर्भर करता है लेकिन आम तौर पर विभिन्न सेवाओं को विभिन्न नागरिकों को सेवाओं का स्तर प्रदान करना स्मार्ट शहरों का विकास सबसे महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्यों में से एक है तो आइए हम आगे बढ़ें और देखें कि हमारे लिए और क्या है इसलिए जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि स्मार्ट सिटी में आपके पास एक शहरी प्रणाली है जो विभिन्न आईसीटी टूल्स की जानकारी का उपयोग करती है और संचार उपकरण जो बुनियादी ढांचे को बहुत ही इंटरैक्टिव कुशल बनाते हैं और आसान तरीके से सुलभ होते हैं इससे पहले कि आप इसे जानते हैं यह आपको आसानी से सुलभ बुनियादी ढांचे का पता होना चाहिए और विभिन्न चीजों के कारण स्मार्ट शहरों की आवश्यकता उत्पन्न हुई इसलिए सबसे पहले दुनिया भर में एक बढ़ती हुई शहरी आबादी है यह किसी भी देश तक सीमित नहीं है लेकिन दुनिया भर में वहाँ तेजी से बढ़ती शहरी आबादी है और साथ ही कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन जैसे कि आप जानते हैं इसलिए इतने सारे प्राकृतिक संसाधनों में जिनका हम सभी उपयोग करते हैं वे तेजी से घट रहे हैं तो और एक ही समय में पूरे वातावरण में जलवायु परिवर्तन में परिवर्तन होता है इसलिए इन सभी को मूल रूप से उन्नत आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके स्मार्ट शहरों के निर्माण की आवश्यकता है इसलिए जब हम मानव के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ सादृश्य आकर्षित करते हैं मनुष्यों के कंकाल त्वचा अंगों विभिन्न प्रकार के अंगों मस्तिष्क की नसों संवेदी अंगों अनुभूति और इसी तरह के होते हैं स्मार्ट सिटी के साथ साथ जिस तरह से एक मानव के कंकाल की त्वचा और अंग स्मार्ट सिटी होते हैं या किसी भी शहर में इमारतें होती हैं जैसे लोग लॉजिस्टिक्स अस्पताल पुलिस बैंक स्कूलों में परिवहन करते हैं तो ये वहां हैं लेकिन इसके शीर्ष पर अगर कंकाल त्वचा और अंगों के साथ एक मानव है लेकिन कोई दिमाग नसे कोई संवेदी अंग कोई अनुभूति नहीं है तो आपके पास उस मानव में जीवन नहीं है आपके पास उस मानव में कोई जीवन नहीं है तो एक ही सादृश्य खींचा जा सकता है जिसे आप समान रूप से जानते हैं हम कह सकते हैं कि एक स्मार्ट सिटी में अगर आपके पास एम्बेडेड बुद्धि संचार सेंसर टैग सॉफ़्टवेयर नहीं है जो इन अलग अलग घटकों और शहर के बुनियादी ढांचे में मौजूदा शहरों में एम्बेडेड है तो यह भी कोई जीवन नहीं है इसलिए भवन उद्योग परिवहन पुलिस बैंकों वगैरह के मौजूदा शहरों में जीवन को लाने के लिए वगैरह आपको आईसीटी को एम्बेड करने की आवश्यकता है जिसमें एम्बेडेड इंटेलिजेंट डिजिटल संचार नेटवर्क सेंसर एक्ट्यूएटर्स अलग अलग चीजों को स्मार्ट तरीके से करने के लिए अलग अलग डिवाइस बनाते हैं जो एक स्मार्ट तरीके से और इतने पर कार्य करें में सर्वव्यापीता शामिल है इसलिए ये कुछ एप्लिकेशन फोकस क्षेत्र हैं जिनकी हमारे पास एक स्मार्ट अर्थव्यवस्था है इसलिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण आपको अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की आवश्यकता है इसलिए मैं इस बारे में बात करूंगा कि शीघ्र ही अब आपको नागरिक सुशासन में किसी भी सुशासन में नागरिक भागीदारी में सुधार करने की आवश्यकता है आपको नागरिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है और यह संभव है कि आपको आईसीटी उपकरणों की मदद लेने की आवश्यकता है सामाजिक और मानव पूंजी आपको सामाजिक और मानवीय पूंजी बनाने की आवश्यकता है उन्हें विभिन्न तकनीकों को अलग अलग तकनीकें देकर आईसीटी उपकरण और फिर स्मार्ट तरीके से परिवहन को बेहतर बनाने के लिए आईसीटी की मदद से आप परिवहन स्मार्ट गतिशीलता प्राकृतिक संसाधनों को बनाना जानते हैं तो एक स्मार्ट वातावरण जिसे आप जानते हैं तो मूल रूप से आप जानते हैं कि आपको अपने पर्यावरण को स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है वहाँ कम हानिकारक या विषाक्त गैस उत्सर्जन या अन्य प्रकार के अपशिष्ट डिस्पोज़ल हैं जिन्हें आप जानते हैं कि इनको कम किया जाएगा और ये मूल रूप से पर्यावरण को प्रभावित किए बिना स्मार्ट से किया जाना चाहिए जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को स्मार्ट तरीके से जीवित करना है जिससे नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा तो ये एक स्मार्ट सिटी के एप्लिकेशन फोकस क्षेत्रों में से कुछ हैं अब जब हम स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक स्मार्ट अर्थव्यवस्था है इसलिए पहले से मौजूद अर्थव्यवस्था पर सुधार करना होगा तो आइए हम बताते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आपको मौजूदा आर्थिक बुनियादी ढांचे के अलावा विभिन्न प्रकारों और विभिन्न अन्य आर्थिक क्षेत्रों के उद्योग जैसे कि स्कूल अस्पतालों वगैरह आदि के लिए भी आवश्यक है जिसमें आपको भी शामिल करके अर्थव्यवस्था में सुधार करना होगा स्टार्टअप्स की वृद्धि फिर स्वदेशी डायस्पोरा और विभिन्न प्रौद्योगिकियों के विभिन्न संस्थापक इन सभी को होना है और उन्हें विभिन्न अन्य घटकों के साथ परस्पर जुड़ा होना है उदाहरण के लिए एक उद्यम पूंजीपति को अंतर्राष्ट्रीय डायस्पोरा के साथ साथ स्वदेशी डायस्पोरा के साथ परस्पर जुड़ना होगा फिर अकादमिक फिर सार्वजनिक क्षेत्र के खरीदार दुनिया भर में सरकारी एजेंसियां ग्लोबल एमएनसी और आदि के साथ परस्पर जुड़ना होगा इसलिए इन सभी को आपस में जुड़ना होगा न कि केवल कनेक्टिविटी स्तर पर बल्कि इसलिए यह कनेक्टिविटी होनी चाहिए इसलिए जब आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की जानकारी अलग अलग प्रकार की सेवाएं इन विभिन्न घटकों में से प्रत्येक को स्मार्ट तरीके से उपलब्ध कराई जाती हैं इसलिए उन्हें इन सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए जब भी उन्हें आपकी आवश्यकता होती है जब भी कोई उपयोगी उपयोग का मामला होता है तो आप विभिन्न घटकों से जानते हैं कि वे उपयोग के मामले की पूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए भाग लेंगे हमें शासन में शासन के बारे में बात करते हैं सरकार के कार्यालयों और नागरिकों को एक ही समय में मुख्य निकाय हैं इसलिए ये सरकारी एजेंसियां नागरिक और सरकारी अधिकारी ये सभी किसी भी शासन या किसी भी सरकारी निकाय के लिए मुख्य हैं इसके अलावा आपके पास ये सभी परिधीय बैंकिंग वित्त सुधार सुरक्षा सुरक्षा प्रबंधन सार्वजनिक सेवाएं आपातकालीन सेवाएं और इतने पर हैं अब आप एक नियमित शहर में जानते हैं कि आमतौर पर क्या होता है परंपरागत रूप से वे सभी अलगाव में कार्य करते हैं उनके बीच कुछ न्यूनतम कनेक्टिविटी है लेकिन ये इन आईसीटी उपकरणों की मदद से स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं हैं इसलिए स्मार्ट गवर्नेंस में जो होने जा रहा है वे सभी जुड़ने वाले हैं तो हम कहते हैं कि अधिकारी न केवल इन सरकारी एजेंसियों और नागरिकों से जुड़ने वाले हैं बल्कि सार्वजनिक सेवाओं से लेकर आपातकालीन सेवाओं तक के बैंकिंग से लेकर वित्त पोषण तक आप जानते हैं कि आपके द्वारा पहचाने जाने वाले नागरिकों को पता है तो इन सभी विभिन्न प्रकार के परस्पर संबंध होने वाले हैं इसलिए आपको एक स्मार्ट सरकारी प्रणाली बनाने के लिए इसे संभव बनाना होगा आइए हम आगे देखें और देखें कि हमारे लिए क्या है इसलिए हमारे पास स्मार्ट लोग हैं इसलिए जब हम नागरिकों के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल आबादी कुल मिलाकर है किसी भी शहर में इसलिए और एक ही समय में परिधीय रूप से हम खरीदारी बैंकिंग कनेक्टिविटी मीडिया सुरक्षा वर्तमान मामलों के सामाजिक नेटवर्क का परिवहन करते हैं ये भी परिधीय चीजों की तरह हैं लिहाजा उन्हें फिर से आपस में जुड़ना होगा तो यह किसी भी घटक से अन्य घटकों से जानकारी प्राप्त करना संभव बनाया जाना चाहिए निश्चित रूप से डेटा की कुछ प्रकार की नीतियां हैं जिन्हें आप तैरते हुए जानते हैं लेकिन आमतौर पर यह संभव बनाना होगा ताकि नागरिकों को जब भी जानकारी की आवश्यकता हो नागरिकों को इन घटकों में से किसी से भी सेवाएँ मिलें और जब भी उन्हें फिर से स्मार्ट सिटी में पहचान करनी पड़े तो यह हो कि जरूरत को समझदारी के साथ समझदारी से पहचानना पड़े अलग अलग सॉफ्टवेयर की मदद जो सिस्टम में एम्बेडेड होती है स्मार्ट मोबिलिटी इसी तरह हमारे पास पहले से ही आबादी की वृद्धि शहरों और इलाकों में है इसलिए आपको अन्य परिधीय घटकों जैसे वाहन नेटवर्क परिवहन लॉजिस्टिक आपातकालीन प्रतिक्रिया रेलवे वायुमार्ग जो आप इलेक्ट्रिक वाहन जानते हैं जैसे अन्य उपकरणों के साथ इंटरकनेक्टिविटी की आवश्यकता है इसलिए इस तरह के कारण मुझे इस संबंध में यूज केस के मामले के बारे में बात करने दें तो हम कहते हैं कि मैं ए शहर में बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना चाहता हूं न कि केवल उस शहर में हम एक शहर से दूसरे शहर और एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं अब ऐसा क्या होना चाहिए कि जानकारी इस तरह से उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि मैं केवल एक साधारण यूज केस का मामला दे रहा हूं जो हमें यह कहना चाहता है कि मैं शहर x से शहर y या एक शहर में बिंदु x से दूसरे शहर में बिंदु y जाने के लिए ट्रेन बुक करना चाहता हूं और हम कहते हैं कि मैं जो सड़क लेने जा रहा हूं वह बहुत भीड़भाड़ वाला है या यह बहुत महंगा होने जा रहा है कि विशेष रूट बहुत महंगा होने जा रहा है या शायद आप जानते हैं कि अलग हैं अन्य कारण जिनके लिए आप वैकल्पिक विकल्पों पर विचार कर सकते हैं वैकल्पिक विकल्प यह होगा कि ट्रेन लेने के बजाय बहुत आसानी से कोई अन्य विकल्प भी प्राप्त कर सकता है जैसे कि एक बस जिसे आप जानते हैं या किसी अन्य को ले जा रहे हैं जिसे आप इलेक्ट्रिक वाहन जानते हैं या आप जानते हैं और इतने पर फिर से बस ट्रेन वगैरह को भी पुलिस और आपातकालीन वाहनों के साथ जोड़ना होगा तो आपातकालीन वाहन क्योंकि स्पष्ट कारणों के लिए अगर किसी प्रकार का दुर्घटना वगैरह है तो उसके तहत आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को उस फ्लाई के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए जिसे आप जानते हैं इसलिए जब भी आवश्यकता होती है उन्हें जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए और फिर कार्रवाई को भी इन उपकरणों की मदद से स्मार्ट तरीके से शुरू करना होगा फिर हमारे पास एक स्मार्ट वातावरण है जहां सरकारी एजेंसियों के इलाक़ों की आबादी के अलावा वहाँ वेस्ट प्रबंधन वेस्ट निपटान जैसे घटक हैं जिन्हें आप जानते हैं कि कृषि आप जानते हैं कि वन निगरानी प्रदूषण निगरानी आपदा प्रबंधन ग्रीन निर्माण स्मार्ट ऊर्जा ये सभी अलग अलग घटक आपस में जुड़े हुए हैं एक साथ रहने वाले स्मार्ट परिदृश्य में हमारे पास यह है हमारे पास स्थानीय आबादी है जो सर्विसिंग एजेंसियों को इन सभी विभिन्न अन्य परिधीय घटकों के साथ परस्पर जुड़ी हुई है जैसा कि आप इस विशेष स्लाइड में आपके सामने देख सकते हैं इससे पहले कि मैं आगे एक और उदाहरण दूं इससे पहले कि हम एक स्मार्ट सिटी पर विचार करें जहां हमारे पास एक स्कूल है हमारे पास एक स्कूल है तो जाहिरा तौर पर या पारंपरिक रूप से किसी भी स्कूल में एक स्कूल विशेष रूप से इस अर्थ में अलगाव में कार्य करता है कि उन्हें वास्तव में एक शहर के अन्य घटकों के साथ बातचीत नहीं करनी है लेकिन एक स्मार्ट शहर में क्या है ऐसा होने जा रहा है कि हमारे पास ये अन्य घटक हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट रेलवे हमारे पास अस्पताल हैं हमारे पास यातायात नियंत्रण है हमारे पास पुलिस है जो हमने किया है हम कहते हैं कि अस्पताल हैंमैंने पहले ही कहा है कि वास्तव में हमारे पास इस स्मार्ट सिटी में अलग अलग चीजें हैं तो आप जानते हैं कि क्या होने जा रहा है यदि आपके पास इस तरह का इंटरकनेक्टिविटी है या पुलिस और परिवहन के बीच भी आप स्कूलों और अस्पतालों को जानते हैं अस्पतालों और परिवहन को आप रेलवे और इस चीज़ को जानते हैं और इस तरह से तब हम यह कहते हैं कि जब उनके घर का एक स्कूली बच्चा वह एक स्कूल में आना चाहता है तो उसे परिवहन के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी होती है जो वह ले सकता है और असमान स्थिति में आप किसी सड़क पर आपात स्थिति में किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है या फिर इसके बाद पुलिस को सूचित करना पड़ता है और साथ ही ट्रैफिक नियंत्रण भी संभालना पड़ता है और अस्पतालों को भी सूचित करना पड़ता है ताकि बच्चे को सड़क पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें और यही बात स्कूल के अंदर भी हो सकती है और एक बार जब बच्चा स्कूल के अंदर होता है तो वही चीज हो सकती है तो जैसा कि अब आप समझ सकते हैं इसलिए यह शिक्षा क्षेत्र के स्कूल शिक्षा क्षेत्र से था जैसे वास्तव में अलग अलग कारण हैं कि स्मार्ट शहर बहुत लोकप्रिय हो गए हैं अब हमारे पास अलग अलग फ़ोकस क्षेत्र हैं हमारे पास स्मार्ट होम स्मार्ट पार्किंग लॉट हैं स्मार्ट होम की स्थिति में हमारे पास होने की आवश्यकता है मैं स्मार्ट घरों के बारे में बाद में और अधिक विस्तार से बात करूंगा लेकिन स्मार्ट होम स्थिति में हमने स्वास्थ्य की निगरानी में किया है घर पर एक स्मार्ट तरीका यह है कि आप डॉक्टरों को उपलब्ध कराए गए मेडिकल डेटा को जानते हैं जब भी स्वास्थ्य संबंधी जटिलता होती है तो संबंधित चिकित्सक को सूचित किया जाता है कि चिकित्सक रोगी के स्वास्थ्य की गंभीरता या आलोचना की गंभीरता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई कर सकता है तो स्मार्ट स्वास्थ्य निगरानी तो आप जानते हैं कि बिजली पानी ईंधन के संबंध में संसाधनों का संरक्षण है तो आप जानते हैं कि हमारे पास एक स्मार्ट घर होना चाहिए जहां आपको पता है कि पानी का नल बंद हो जाएगा यदि यह स्वचालित रूप से है तो इसे बंद कर दिया जाएगा शायद आईसीटी उपकरणों की मदद से जब भी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है तो आकस्मिक हो सकता है मैंने नल के पानी के नल को चालू कर दिया है इसे ईंधन की खपत या संरक्षण के साथ भी उसी तरह बंद कर दिया जाएगा और स्मार्ट होम सुरक्षा में बहुत ही सर्वोपरि है क्योंकि स्पष्ट कारणों के लिए मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन घर पर सुरक्षा पर घर में सुरक्षा आप चोरों को घर में चोरी करने से रोकते हैं और इसी तरह जानते हैं इसलिए वास्तव में स्मार्ट होम होने के विभिन्न प्रकार के लाभ हैं स्मार्ट पार्किंग लॉट बहुत दिलचस्प हैं क्योंकि आप जानते हैं तो क्या होता है हम सभी ने अनुभव किया है कि जब हम शहर में होते हैं और विशेष रूप से तब जब हम शहर के क्षेत्रों में जा रहे होते हैं या शहर के केंद्रीय क्षेत्रों में आमतौर पर पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या होती है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ स्थानों पर आपके पास कोई पार्किंग स्थल नहीं है और शायद शहर में पार्किंग स्थल कुछ और हैं जो खाली हैं या अपेक्षाकृत खाली हैं और मुझे यह जानकारी कैसे मिलती है जब तक मैं शारीरिक रूप से नहीं जाऊंगा वहां यह जानकारी मिलती है लेकिन आप जानते हैं कि यह मूल रूप से अव्यवहार्य है हालाँकि अगर हमारे पास किसी शहर में स्मार्ट पार्किंग समाधान है तो कोई भी कार के अंदर मोबाइल डिवाइस से जा सकता है इस जानकारी तक पहुँच प्राप्त कर सकता है कि कौन से पार्किंग स्थल उपलब्ध हैं जो कि गतिशील नहीं हैं और जानकारी को अपडेट किया जा सकता है और उपयोगकर्ताओं और अन्य चीजों जैसे वाहनों के ऑटोरोटेशन से खाली स्लॉट्स के लिए खाली पार्किंग स्थल उपलब्ध कराया जा सकता है उन सेवाओं के लिए ऑटो चार्जिंग जो पार्किंग स्थल आदि में बहुत से खाली स्थानों का पता लगाने के लिए प्रदान की जाती हैं खराब मौसम के दौरान भी ड्राइवरों को सहायता के संबंध में स्मार्ट वाहन यदि खराब मौसम की स्थिति है तो कम दृश्यता की स्थिति में वाहनों की सहायता की जाएगी गंतव्य पर इंगित करें और इसलिए पैटर्न द्वारा खराब ड्राइविंग का पता लगाने या उन पदार्थों के प्रभाव में ड्राइविंग करें जिन्हें आप जानते हैं तो वाहन को वाहन चालक के उपयोगकर्ता को सतर्क करना चाहिए और न केवल चालक पुलिस की तरह अन्य संबंधित हितधारक हो सकता है या आप संबंधित गणमान्य निकायों को अधिकारियों को जानते हैं और इसलिए ऑटो अलर्ट जनरेशन की अवधि क्रैश होने पर दुर्घटना ऑटो अलर्ट उत्पन्न किया जाएगा पुलिस को व्यक्तिगत आपातकालीन और इतने पर भेजा जाएगा वाहन का स्व निदान अगर कुछ घटक के साथ कुछ गलत हो रहा है तो इंजन के साथ कुछ गलत हो रहा है या जो वाहन उसके किसी भी अन्य घटक के साथ कुछ गलत हो रहा है तो स्वचालित रूप से इसका निदान होगा और यह जानकारी वाहन के उपयोगकर्ता को उसी तरह उपलब्ध कराई जाएगी जैसे स्मार्ट हेल्थ कम कॉस्ट पोर्टेबल ऑन होम मेडिकल डायग्नोस्टिक किट को रिमोट चेकअप उपलब्ध कराया जाता है और सरलता से शरीर के सेंसर पर निदान संभव हो जाएगा इस तरह की देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों द्वारा उपयोग के लिए सटीक स्वास्थ्य निगरानी उपलब्ध कराई जाएगी हार्ट अटैक दौरा आदि जैसे आपातकालीन चिकित्सा प्रकरणों के मामले में ऑटो अलर्ट जेनरेशन स्वचालित रूप से अस्पताल में आपातकालीन व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा और फिर से सदस्यता के आधार पर कई अलग अलग अस्पताल हो सकते हैं जिनके साथ रोगी कनेक्ट हो सकता है लेकिन केवल जिन अस्पतालों में मरीज की सदस्यता है इसलिए उन्हें सूचित किया जाएगा और आपातकालीन वाहन एम्बुलेंस स्वचालित रूप से भी उन्हें सूचित किए बिना रोगी के घर जाएंगेj वायु या जल में उपर्युक्त थ्रेशोल्ड प्रदूषकों के मामले में प्रदूषण या आपदा आधारित निगरानी सतर्कता पीढ़ी के लिए प्रदूषण की निगरानी तोआपको पता है इसलिए आजकल वास्तव में हमारे पास इन सभी वायु निगरानी प्रणाली पानी की निगरानी प्रणाली हैं जो अलग अलग अलगाव में हैं मूल रूप से यह निरंतर निगरानी है हमारे देश के विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी की जा रही है तो अलग अलग देशों में भी इस तरह की बात चल रही है इस प्रकार किसी भी बिंदु से इस तरह की जानकारी अगर मैं खड़गपुर से कहना चाहता हूं तो मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूं इसलिए इससे पहले कि मैं यात्रा करूं मैं जान सकता हूं कि मैं यह जांच सकता हूं कि उस विशेष शहर की वायु गुणवत्ता क्या है इसका मतलब है कि दिल्ली और फिर मैं इस बारे में निर्णय ले सकता हूं कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं शायद इससे भी बेहतर होगा कि क्या मैं इस बारे में एक सलाह ले सकता हूं कि क्या इस वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली की यात्रा करना सुरक्षित है तो यह केवल एक उदाहरण है जैसे यह वास्तव में हो सकता है इसी तरह की बात प्रदूषण के संबंध में की जा सकती है और किसी भी शहर में पर्यावरण की निगरानी जैसे स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम जैसे स्मार्ट मीटर प्रोग्रामेबल मीटर जिन्हें अपने घरों में अलग अलग चीजें कर सकते हैं जिनकी अंतर ग्रिड उपयोग की निगरानी की जा रही है और तदनुसार एक स्मार्ट ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है स्मार्ट ऊर्जा पर्यावरण की तरह ऊर्जा के पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोत के स्मार्ट ऊर्जा आवंटन और वितरण प्रणाली निगमन एक ही ग्रिड में है तो ये विभिन्न घटक हैं ये स्मार्ट ऊर्जा के विभिन्न लाभ हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर प्लांट वॉटर स्ट्रेस मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप हेल्थ स्टेटस ऑटोमैटिक डिटेक्शन ऑफ क्रॉप इन्फेक्शन ऑटो डिटेक्टिंग फर्टिलाइजर्स और पेस्टीसाइड्स फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर्स के ऑटो ऐप्लिकेशन का पता लगाने और हार्वेस्ट वेयरहाउस या मार्केट्स में उचित ट्रांसफर की व्यवस्था करना है तो इनमें से कुछ वास्तव में जैसा कि आप केस स्टडीज में देखेंगे जब हम कृषि पर केस स्टडी के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हम पहले से ही IIT खड़गपुर में CSC विभाग की स्वॉन लैब में अपनी लैब में इन्हें लागू कर रहे हैं स्मार्ट कृषि के लिए इन अलग अलग चीजों को लागू करना हमारे पास ऐसी परियोजनाएँ हैं जिनके द्वारा कृषि क्षेत्र की निगरानी सेंसर और विभिन्न अन्य आईसीटी उपकरणों की मदद से की जाती है और किसानों को फील्ड अनुभूति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि किसान आगे करने के बारे में निर्णय ले सकें इसलिए जैसे कि उर्वरकों का ऑटो अनुप्रयोग भी संभव है और उर्वरकों की एर्बोर्न अनुप्रयोग वंशज या कीटनाशकों की मदद से स्वायत्त रूप से स्वचालित रूप से स्मार्ट पर्यावरण स्मार्ट शहर में इस तरह की चीज संभव बनाई गई है इसलिए विभिन्न तकनीकी फोकस क्षेत्रों में मोबाइल उपकरणों के सेंसर और आर्किटेक्चर की मदद से डेटा संग्रह शामिल है मुझे इन समान चीजों पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे डेटा के संग्रह के बाद डेटा के प्रसारण की आवश्यकता पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है ऊपर का अर्थ है रेडियो नेटवर्किंग टोपोलॉजी की सहायता से और इसलिए विभिन्न प्रकार के टोपोलॉजी संचार और नेटवर्किंग टोपोलॉजी उन डेटा की तुलना में उन विभिन्न टोपोलॉजी के बारे में विचार करते हैं जिन्हें एकत्रित और प्रेषित किया जाता है उन्हें स्थानीय रूप से संग्रहीत किया जाता है और फिर दूरस्थ रूप से और डेटा वेयरहाउस के रूप में आप क्लाउड स्टोरेज वगैरह जानते हैं और उन्हें फिर से सबसे पहले विश्लेषण किए गए और भविष्यवाणी की गई चीजों का विश्लेषण करना होता है इसलिए स्मार्ट शहरों की सुरक्षा और निजी लोगों में विभिन्न IoT चुनौतियां हैं इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि ये सभी अलग अलग इन्फ्रास्ट्रक्चर सभी विभिन्न प्रकार के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं तो आप जानते हैं कि आप अपने आप को विभिन्न प्रकार के हमलों के लिए सरकारी अधिकारियों को उजागर करते हैं अलग अलग फाइलें हैं वगैरह आप जानते हैं कि आप अपने आप को विभिन्न प्रकार के हमलों की गोपनीयता के लिए असुरक्षित बनाते हैं और इसी तरह जब आप अधिक से अधिक खोलते हैं इसलिए स्मार्ट शहरों के निर्माण के दौरान भी इसे समवर्ती रूप से लिया जाना चाहिए और समान रूप से कमजोरियों के जोखिम के बारे में आप जानते हैं तो समान डिवाइस मूल रूप से आप अलग अलग उपयोगकर्ताओं द्वारा अलग अलग किरायेदारों द्वारा एक्सेस किए जाने वाले हैं और यह बहु किरायेदारी मूल रूप से डेटा रिसाव डेटा गोपनीयता रिसाव सुरक्षा डेटा सुरक्षा और आदि के जोखिम को प्रेरित करती है अलग अलग हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म और विशिष्टताओं का विषमता एकीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है और जब हमने IoT इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में बात की तो हमने विभिन्न रेडियो विशिष्टताओं के एकीकरण के बारे में इनमें से कुछ मुद्दों पर विभिन्न सॉफ्टवेयर प्लेटफार्मों के एकीकरण और अलग अलग उपयोगकर्ता आवश्यकताओं के आवास और आईओटी में अन्य विषमता अंतर विषयक मुद्दे के बारे में बताया है और और हमने इस विशेष पाठ्यक्रम में इस बात के बारे में पहले से ही आईओटी की इंटरऑपरेबिलिटी पर व्याख्यान में विस्तार से बात की थी वाहन की गतिशीलता के कारण विश्वसनीयता अविश्वसनीय संचार ठीक नहीं है इसी तरह डिवाइस विफलता हो सकती है और बड़े पैमाने पर तैनाती का भी ध्यान रखना पड़ता है जिसमें विभिन्न चुनौतियां भी होती हैं इसलिए बड़े पैमाने पर तैनाती के कारण देरी होगी और तैनात किए गए नोटों की गतिशीलता के कारण देरी हो सकती है और उपकरणों का वितरण निगरानी कार्यों को भी प्रभावित कर सकता है उदाहरण के लिए कानूनी और सामाजिक मुद्दे भी हैं उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी पर आधारित सेवाएं स्थानीय या अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अधीन हो सकती हैं और उन्हें बहुत ही स्मार्ट तरीके से व्यक्तिगत और सूचित किया जाना चाहिए मनुष्यों का उपयोग करने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है क्योंकि डेटा स्रोत बड़े डेटा मुद्दे हैं आप उच्च गति पर आने वाले डेटा की बड़ी मात्रा जानते हैं और आप विभिन्न प्रकारों को जानते हैं विभिन्न प्रकार के डेटा मीडिया पाठ डेटा और इतने पर जानते हैं तो इनको शुद्ध किया जाना चाहिए और यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और फिर डेटा का भी विश्लेषण करना होता है ताकि आपको वास्तविक समय में पता चल जाए कि इसका अर्थ समझ में आ जाए और इसी तरह की सक्रियता होनी चाहिए इसलिए बड़े डेटा मुद्दे हैं वास्तविक समय के वातावरण में बड़ा डेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन चुनौती सेंसर नेटवर्क है जिसे आप जानते हैं कि हम पहले ही सेंसर नेटवर्क के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं पहले स्मार्ट सिटी में सेंसर नेटवर्क की तैनाती अलग अलग चुनौतियों के साथ होती है सेंसिंग के लिए अलग अलग सेंसर की पसंद भी बहुत महत्वपूर्ण है ऊर्जा योजना बहुत अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता होती है जो विभिन्न ऊर्जा स्तरों का उपभोग करते हैं कि आप कैसे शेड्यूलिंग करने जा रहे हैं कि आप कैसे ड्यूटी कर रहे हैं सेंसर नेटवर्क में ये सभी अलग अलग मुद्दे हैं इसलिए इसके साथ हम स्मार्ट शहरों के अंत में आते हैं जो आप जानते हैं कि स्मार्ट शहर और स्मार्ट घर स्मार्ट शहरों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं विशेष रूप से इस व्याख्यान में हमने देखा है कि अलग अलग अच्छे उपयोग के मामले हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि स्मार्ट सिटी बहुत अधिक है IoT और IoT घटक प्रौद्योगिकियों के अलावा और कुछ भी आवश्यक नहीं है यह स्मार्ट शहरों के निर्माण में मदद कर सकते हैं और यही कारण है कि दुनिया भर में स्मार्ट शहरों के निर्माण पर न केवल अनुसंधान बल्कि तैनाती और निवेश पर भी बहुत कुछ है बहुत सारे अवसर जो स्मार्ट शहरों के निर्माण में आगे हैं और हम इनमें से कुछ अलग अवसरों से गुजरने जा रहे हैं हमने पहले से ही विभिन्न चुनौतियों को देखा है इनमें से कुछ अन्य अवसरों के लिए हम अगले व्याख्यान के माध्यम से आगे जा रहे हैं